हमने अभी तक जो किया है मुझे उसकी समीक्षा करने दें और जो हमने जो किया है वह पुराना क्वांटम सिद्धांत है जिसमें आप क्वांटम निकाय के ऊर्जा स्तरों की गणना करते हैं और जब मैं क्वांटम निकाय कहता हूँ तो मेरा मतलब है कि विशेष रूप से अति सूक्ष्म निकाय मैंने जो किया वह एक बॉक्स में कण था मैंने सरल आवर्ती दोलक भी किया और मैंने एक परमाणु भी किया और हमने यहां जो कुछ भी उपयोग किया है वह क्वांटम शर्तें कहलाती है जो आपको बताती है कि action क्रिया जो एक period काल pdq में परिभाषित की गई है मैं केवल सामान्यीकृत निर्देशांक के लिए dq का उपयोग कर रहा हूँ nh है और इससे आपको ऊर्जा या ऊर्जा अंतर मिलता है तो यह 2 स्तरों के बीच ऊर्जा और ऊर्जा के अंतर को बताता है और एक बार जब आप 2 स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर को जान लेते हैं तो मान लीजिए कि दो स्तर m और n हैं मान लें कि m n से बड़ा है तो hmn तो हम विकिरण की आवृत्तियों की गणना कर सकते हैं दूसरी चीज जो हमने की वह इन विकिरणों की तीव्रता को ज्ञात के लिए गणना करना था हमारे पास कोई नुस्खा नहीं है कोई सिद्धांत नहीं है अब तक हमारे पास केवल यही है कि यह मैक्सवेल के सिद्धांत के विपरीत है जहां विद्युतचुम्बकीय तरंगों के स्रोत को अच्छी तरह से समझा जाता है केवल एक चीज जो हमारे पास है वह है A और B गुणांक के लिए आइंस्टीन का सिद्धांत तो क्वांटम सिद्धांत में द्रव्य विकिरण अन्तः क्रिया का एकमात्र सिद्धांत आइंस्टीन का उद्दीपित और स्वतः उत्सर्जन का सिद्धांत है इसमें वास्तव में हम सभी जानते हैं कि एक गुणांक A विद्यमान है एक गुणांक B विद्यमान है हालांकि हम यह नहीं जानते कि इनकी गणना कैसे करें इसलिए हालांकि अब तक विकसित सिद्धांत बहुत सारी जानकारी देता है और अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है वह आपको परमाणु संरचना देता है यह आपको आवर्त सारणी देता है जो आंशिक रूप से वर्णक्रम स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है क्योंकि यह आपको केवल स्थिति देता है सही है और कई अन्य चीजें हालाँकि अभी भी सिद्धांत पूर्ण नहीं है सिद्धांत पूर्ण होने से बहुत दूर है तो हम वास्तव में नहीं जानते तीव्रताओं की गणना कैसे करें अंदर की संरचना क्या है क्वांटम संरचना क्या है और यह सब समझने के लिए किसी को अन्य सिद्धांतों के साथ संबंध बनाना था विशेष रूप से शास्त्रीय सिद्धांत के साथ जो कि सर्वविदित है और यही वह जगह है जहां संगतता सिद्धांत आया तो आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वह संगतता सिद्धांत है जिसने सम्बन्ध दिया कि क्वांटम स्तर पर क्या होता है और क्वांटम सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत पर कैसे जाता है और जिस तरह से यह सहायता करता है यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि जिस तरह से यह मदद करता है वह है कि एक बार जब हम शास्त्रीय परिणामों को जानते थे और क्वांटम सिद्धांत को शास्त्रीय परिणाम तक कैसे पहुंचना चाहिए तो वापस पीछे जाकर कर किया जा सकता है और क्वांटम पद्वति के लिए extrapolate बहिर्वेशन कर सकतें है कि वहां क्या होगा तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और मैं इस व्याख्यान और अगले व्याख्यान को इस पर चर्चा करने के लिए बिताने जा रहा हूँ और यह भी देख सकता हूँ कि शास्त्रीय सिद्धांत की संरचना को कैसे देखा जा सकता है और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्वांटम सिद्धांत में क्या होना चाहिए तो संगतता सिद्धांत को समझने के लिए आइए एक अवलोकन के साथ शुरू करें और यह अवलोकन होने जा रहा है कि जैसे क्वांटम संख्या बड़ी हो जाती है उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति शास्त्रीय विकिरण आवृत्ति के समान हो जाती है और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि एक दोलनीय आवेश से शास्त्रीय विकिरण आवृत्ति आवर्त गति की आवृत्ति के समान होती है ध्यान दे कि मैं आवर्त गति शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि दोलन का मतलब एक सरल हार्मोनिक दोलन नहीं है यह कोई भी आवर्त गति या इसके गुणक हो सकते हैं शास्त्रीय परिणाम के बारे में जो लिखा जाता है वह शास्त्रीय सिद्धांत से जाना जाता है तो यह सर्वविदित है और अवलोकन यह था कि जैसे जैसे क्वांटम संख्याएँ बड़ी होती जाती हैं क्वांटम प्रक्रिया के कारण उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति जो कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर एक इलेक्ट्रॉन के कूदने से शास्त्रीय गति में आवृत्ति के समान हो जाती है आइए हम देखतें है तो मैं एक बॉक्स में कण का उदाहरण लूंगा और जाहिर है हम यह मानने जा रहे हैं कि यह एक आवेशित कण है क्योंकि गति करते समय केवल आवेशित कण ही विकिरित होते हैं तो वह बिंदु के परे है लेकिन लंबाई L के एक बॉक्स में कण के ऊर्जा स्तर है En h2n22mL2 के बराबर है यह ऊर्जा है अब देखते हैं कि क्या होता है जब यह कण ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक छलांग लगाता है तो मैं इस कण को एक बॉक्स में ऊपरी स्तर n पर ले रहा हूँ निचला स्तर n τ है ये दोनों पूर्णांक हैं और जब यह jump छलांग होती है तो विकिरण निकलता है और बोहर के सिद्धांत Bohr's theory से मुझे पता है कि यह आवृत्ति जब यह nवें स्तर से n τ वें स्तर तक कूद jump कर रही है तो वह En En τh होने वाली है जो h28mL21hn2 n τ2 होने वाली है एक correction सुधार है ऊर्जा n2h28mL2 है जो पहले की स्लाइड में मेरे पास 2mL2 थी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसलिए nn τh28mL21h2nτ 2 ठीक है यह h किसी एक h के साथ cancel रद्द हो जाता है और मुझे h8mL22nτ 2 मिलता है आइए अब हम n की वह सीमा लें n →∞ अर्थात n बहुत बड़ा है और τ n से बहुत बहुत कम है तो संक्रमण का अर्थ है nवें स्तर से n - 1 n 2 और इसी तरह में संक्रमण ठीक है और फिर मेरे पास nn τh8mL22nτ है क्योंकि मैं 2 को neglect उपेक्षा कर सकता हूँ और यह आता है यह 2 cancel रद्द हो जाता है यह आपको nh4ml2τ देता है अब मैं यह दिखाने जा रहा हूँ कि nh4ml2 शास्त्रीय रूप से आवर्त गति की आवृत्ति है अतः जो विकिरण n →∞ की limit सीमा में निकल रहा है वह classical के बराबर है तो विकिरण में आवृत्ति classical या इसके उच्च हार्मोनिक्स होंगे आइए अब देखते हैं कि यह सत्य है तो एक बॉक्स में इस कण के लिए जहां En h2n28mL2 है विशुद्ध रूप से गतिज ऊर्जा 12mv2 है और अगर मैं 2 को इसके साथ cancel रद्द करता हूँ तो यह मुझे 4 देता है तो इसलिए मुझे v2h2n24mL2 या v मिलता है एक पूर्ण गति की समयावधि होने जा रही है जब यह दाईं ओर जाती है और 0 और L पर वापस आती है इसलिए समय अवधि के लिए दूरी 2 L है चाल hn2mL है आवृत्ति 1T होने वाली है जो कि और कुछ नहीं बल्कि v2L है यह मुझे T2Lv देता है तो यह v2L है जो hn4mL2 के रूप में आता है यह एक शास्त्रीय आवृत्ति है तो मैं कह सकता हूँ कि शास्त्रीय आवृत्ति classical hn4mL2 है और यदि आप इसे देखते हैं तो पहले क्या हुआ था तो क्वांटम यांत्रिकी रूप से उत्सर्जित आवृत्ति और कुछ नहीं बल्कि classical है तो ऐसा लगता है कि जब क्वांटम निकाय इस बड़ी n limit सीमा में विकिरण कर रहा है तो यह शास्त्रीय आवृत्ति या इसके हार्मोनिक्स को विकिरित कर रहा है हम इस परिणाम को समझ सकते हैं और मैं थोड़ी देर बाद Fourier series फूरियर श्रृंखला के माध्यम से इस पर टिप्पणी करूंगा मैं आपको एक और प्रसिद्ध उदाहरण देता हूँ यह हाइड्रोजन परमाणु है हाइड्रोजन परमाणु के लिए nवें स्तर की ऊर्जा इस प्रकार दी गई है mz2e432202h2n2 यह हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा है और चूँकि मैं Z ले रहा हूँ तो मुझे इसे परमाणु आवेश Ze के साथ हाइड्रोजन जैसा परमाणु कहने दें इसलिए जब एक हाइड्रोजन परमाणु में संक्रमण n से n τ तक हो रहा होता है तो विकिरित ऊर्जा h En En τ आती है जो कि mZ2e432202h21n τ2 1n2 होगी जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और अब मुझे limit n →∞ लेने दें और τ≪n है तो आप देखेंगे कि h mZ2e432202h2n2τn4 आता है तो h mZ2e432202h21n32τ आता है जो कि mZ2e416202h21n3 है इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ कि यह फिर से classicalh है तो वह जब यह n से n τ में संक्रमण कर रहा है तो और कुछ नहीं बल्कि classical है मैं इसे आपके लिए यह दिखाने के लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ता हूँ कि यह classical है और इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं En को दिया जाता है mZ2e432202h2n2 और यह भी 12mv2 के बराबर है इससे आप पता लगा सकते हैं कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की यह चाल क्या है तो vn ज्ञात किया जा सकता है एक बार आपके पास vn है तो आप यह भी जानते हैं कि बोहर प्रतिबंध आपको देता है mvrnh2π तो आप ज्ञात कर सकतें है इसका तात्पर्य यह है कि rn प्राप्त किया जा सकता है vnrn2π आपको classical देता है तो क्या आ गया तो हमने इन दो उदाहरणों के माध्यम से जो सीखा है वह यह है कि यदि nवें स्तर से n τ वें में संक्रमण है भी एक पूर्णांक है तो बड़े n की सीमा में ठीक है उत्सर्जित उत्सर्जन classical के एक हार्मोनिक के बराबर है तो यह observation अवलोकन है क्या यह observation एक संयोग है या इसमें कुछ गहरा है तो मैं इस प्रश्न को उठाता हूँ प्रश्न यह है कि केवल दो निकायों के द्वारा observation अवलोकन यह एक संयोग है या क्या यह सामान्य रूप से सच है यह प्रश्न है और इसका उत्तर है यह सामान्य रूप से सत्य है और यह शास्त्रीय सिद्धांत से आता है जो कहता है कि मान लीजिए कि एक निकाय है आप जानतें है कि मैंने 2 निकायों पर विचार किया है यहां मैंने एक बॉक्स में कण के निकाय पर विचार किया है मैंने एक परमाणु पर विचार किया है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक circle वृत्त में घूम रहा है मैं एक निकाय हार्मोनिक ऑसीलेटर आवर्ती दोलक पर भी विचार करूंगा और जो मैं आपको दिखाऊंगा वह यह है कि इन निकायों में दोलन की आवृत्ति ∂E∂A होने जा रही है जहाँ E ऊर्जा है और A क्रिया है मुझे इस पर थोड़ा विस्तार से बताने दें इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं इसे केवल उदाहरणों के माध्यम से ही दिखाऊंगा अधिक सामान्य प्रमाण के लिए शास्त्रीय यांत्रिकी की थोड़ी अधिक समझ की आवश्यकता होती है जो इस समय इस पाठ्यक्रम से थोड़ा परे है मैं केवल उदाहरणों के माध्यम से ऐसा करूंगा कि यदि मैं ऊर्जा E और क्रिया A के साथ एक निकाय लेता हूँ मैं आपको याद दिला दूं कि ये क्या हैं तो उदाहरण के लिए यह हार्मोनिक ऑसीलेटर में घूमने वाला एक कण है एक बॉक्स में इस कण के लिए क्रिया pdx द्वारा दी जाती है फिर से क्रिया ∫pdx द्वारा दी जाएगी और इस कण के एक वृत्त में चक्कर लगाने के लिए क्रिया याद है कोणीय संवेग dϕ द्वारा दी गई थी यदि आप पिछले कुछ व्याख्यान से याद करते हैं और क्रिया इसलिए एक स्थिरांक है एक संख्या है जो इस कक्षा के लिए दी गई एक संख्या है और इस कक्षा के लिए ऊर्जा E को इस क्रिया और निकाय के कुछ अन्य मानकों के फलन के रूप में लिखा जा सकता है जाहिर है आप देखते हैं कि अगर मैं क्रिया का मान बदलता हूँ तो मैं कक्षा बदल दूंगा और इसलिए ऊर्जा भी बदलने वाली है और जो दावा किया जाता है वह यह है कि किसी विशेष कक्षा के लिए शास्त्रीय कक्षा उस शास्त्रीय कक्षा की आवृत्ति होने वाली है